आइए अब कोलब्रुक व्हाइट फॉर्मूला के लिए संख्यात्मक समाधान खोजने का प्रयास करें पहले हम सिद्धांत को देखेंगे और फिर हम उस इटरेटिव समाधान का उपयोग करेंगे जिस पर हम पहुंचे थे हम ऑक्टेव में उस समीकरण का उपयोग करेंगे और फिर उसको एक्जिक्यूट करेंगे और घर्षण कारक को खोजने का प्रयास करेंगे तो हम कोलेब्रुक व्हाइट समीकरण को जानते हैं यह इस तरह है आप अब इससे परिचित हैं अब 1√f हमें इसे एक प्रतीक के साथ बदलते हैं εd खुरदरापन अनुपात बाय 37 हम इसे एक और प्रतीक के साथ बदलेंगे 251 बाय रेनॉल्ड्स संख्या हम इसे एक प्रतीक के साथ बदलेंगे एक दिए गए रेनॉल्ड्स संख्या और रफनेस इंडेक्स के लिए यह भाग और यह 251 बाय रेनॉल्ड्स नंबर यह एक कांस्टेंट होगा तो मान लीजिए हम x 1√f कहते हैं हम उस प्रतीक का उपयोग 1√ f के लिए करेंगे और फिर हम प्रतीक a का उपयोग ∈d37 के लिए करेंगे और हम 251 रेनॉल्ड्स संख्या के लिए प्रतीक b का उपयोग करेंगे तो अब यह कोलेब्रुक व्हाइट फॉर्मूला पढ़ने में सरल हो जाता है x 2 log10 abx तो यह वह समीकरण है जिसके लिए हमें रूट खोजने है और x का मान ज्ञात करने की आवश्यकता है अब हम कहते हैं कि g x प्लस यह है हम x प्लस यह को बाएं हाथ की तरफ ले जाएंगे जो इसे 0 बना देगा इसलिए यह फ़ंक्शन g x 2 log10 abx और हम जानते हैं कि यह 0 हो जाना चाहिए और इसलिए हम इसे 0 के बराबर रखते हैं इसलिए हम इस g समीकरण को इटरेटिवली हल करने का प्रयास करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे जैसे कि g बराबर 0 है तो यह वही है जो हम करना चाहते हैं और इसके लिए तैयार तरीके और तकनीक हैं हम इस इटरेटिव संबंध को सुलझाने के लिए न्यूटन कोट्स तकनीकों का उपयोग करेंगे तो इस समीकरण पर विचार करें g x 2 log10 abx 0 ∂g∂x आपको x के संबंध में g का पार्शियल डेरिवेटिव देगा gˊ g प्राइम जो 1abx के बराबर है अब g का k पर मूल्यांकन g x में डेल्टा परिवर्तन और गुणित स्लोप ∂g∂x के बराबर है तो इसका मूल्यांकन x xk पर किया जाता है तो यह न्यूटन कोट्स नियम है यह आपको xk पर g का मूल्यांकन देगा अब del delta x और कुछ नहीं बल्कि xk xk1 है तो पिछला इटरेशन माइनस अगला वर्तमान इटरेशन माइनस अगले इटरेशन का मान तो यह g प्राइम को xk पर मूल्यांकित किया तो अब यह समीकरण यदि आप उन्हें पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो आपको a xk1 xk g मिलेगा जो कि xk पर g प्राइम का मूल्यांकन है तो यह अधिक सामान्य अर्थों में हमारा इटरेटिव समीकरण बन जाएगा अब हम यहाँ इस समीकरण को g और g प्राइम के लिए प्रतिस्थापित करेंगे तो x k1 xk g समीकरण के इस भाग के अलावा कुछ भी नहीं है xk2log10 abxk का मूल्यांकन xk डिवाइडेड बाय वह भाग डिवाइडेड बाय g प्राइम जो की यह भाग है x का मूल्यांकन xk के साथ12babxk तो यह संपूर्ण इटरेटिव समीकरण है अब हम कुछ सरलीकरण करते हैं सरल करने पर हमें xk1 2bxk 2abxk log10 abxk abxk2b मिलता है तो यह संपूर्ण सरलीकृत समीकरण है जिसे हम संख्यात्मक रूप से गणना करना चाहते हैं अब xk का प्रारंभिक मूल्य क्या होना चाहिए xkप्रारंभिक ताकि मैं इसे 1√f के रूप में लूंगा और यह f 1√01 है f कुछ भी नहीं है लेकिन 01 जो मैंने लिया है हम इस मूल्य पर कैसे पहुंचे यदि आप मूडी चार्ट को देखते हैं तो यह एक्स अक्ष कुछ और नहीं बल्कि फ्रिक्शन कारक है इसलिए मैंने यहां फ्रिक्शन फैक्टर का उच्च मूल्य 01 लिया है तो यहाँ से इसे नीचे आना चाहिए और विभिन्न रेनॉल्ड्स संख्याओं के लिए फ्रिक्शन फैक्टर के उचित मूल्य तक आना चाहिएतो इसे परिवर्तित होना चाहिए तो प्रारंभिक मान अनुमान मूडी चार्ट से है और आप रेनॉल्ड्स संख्या और खुरदरापन अनुपात के किसी भी मान के लिए 1√01 के इस मान का उपयोग कर सकते हैं आम तौर पर उस मान से यह अंतिम परिणामी मान में परिवर्तित हो जाएगा जो वांछनीय है जिसके लिए जी g या g का मान 0 बन जाएगा अब हम इस समीकरण को ओक्टेव में इम्प्लेमेंट करते हैं और x का मान प्राप्त करते हैं और फिर x से फ्रिक्शन फैक्टर का मान क्योंकि फ्रिक्शन फैक्टर और x x 1√x और f 1x2 से संबंधित हैं हम इटरेशन समाप्त करने के बाद हमे मिलेगा हमे xk1 का पता लग जायेगा जिसके लिए gxk1 लगभग 0 के बराबर है और उसके लिए gxk1 कारक का उपयोग कर रहे हैं तो यह फ्रिक्शन फैक्टर का अंतिम मूल्य होगा जिसका हम इसका उपयोग फ्रिक्शन लॉस हेड प्राप्त करने के लिए डार्सी व़ेईसबर्क सूत्र में रखने के लिए करेंगे